आज हम डबल स्लिट डिफ्रेक्शन प्रयोग का प्रदर्शन करेंगे हम आईआईटी खड़गपुर की फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स प्रयोगशाला मैं मौजूद है अब हम जानेंगे इस प्रयोग का लक्ष्य क्या है इस प्रयोग का लक्ष्य पता लगाना है कि किस तरह डिफ्रेक्शन पेटर्न के तीव्रता डिस्ट्रीब्यूशन से हम स्लिट की चौड़ाई और उनके बीच की दूरी को निकाल सकते हैं और दूसरा लक्ष्य है कि स्लिट के बीच की दूरी को बदलकर उस से ग़ायब हुए कुछ डिफ्रेक्शन ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे सिंगल सेट में आपने देखा स्क्रीन पर जाने के लिए लाइट के पास सिर्फ एक ही रास्ता खुला होता है और डबल स्लिट में लाइट के पास ऐसे दो रास्ते खुले होते हैं इन दोनों स्लिट की एक ही चौड़ाई होती है a इनके बीच की दूरी b है दोनों स्लिट के केंद्र के बीच की दूरी को स्लिट सेपरेशन कहते हैं हम कह सकते हैं a b d d स्लिट की दूरी है और a एक स्लिट की चौड़ाई है हमें स्लिट की चौड़ाई मापने है और साथ ही साथ स्लिट की दूरी भी नापनी है ऐसा करने हेतु हम उसी तरह से तीव्रता को कोण के साथ नापाएंगे जैसे कि हमने सिंगल स्लिट प्रयोग में किया था हम लोग बस सिंगल स्लिट को डबल स्लिट से बदल देंगे और स्क्रीन पर पैटर्न देखेंगे पहले हम लोग स्क्रीन पर पैटर्न देखेंगे और फिर स्क्रीन को हटा देंगे और पैटर्न को फोटो सेल पर गिराएंगे उसके बाद व्यास संबंधी दिशा में अलग अलग स्थान पर इस फोटो सेल की रीडिंग लेंगे इस तरह से हम इस दिशा में फोटो सेल के अलग अलग स्थान पर होने पर प्रकाश की तीव्रता को ना पाएंगे यह थीटा का फंक्शन है हम तीव्रता नापेगे रोशनी की तीव्रता फोटो सेल की फोटो करंट या फोटो वोल्टेज के ऊपर सीधी तरह आधारित है यहां इस डबल स्लिट प्रयोग में तीव्रता थीटा की फंक्शन के बदलने पर इस तरह I Io cos2 α Sin2𝛃𝛃 बदलती रहेगी सिंगल सेट में जो भी आपने देखा I Io Sin2𝛃𝛃 होता है डबल स्लिट मैं एक और फ़ैक्टर होता है जो कि cos2 α होता है जहां α 𝝿dsin𝜭ƛबराबर होता है और 𝛃 𝝿asin𝜭ƛ बराबर होता है सिंगल स्लिट की प्रकरण में बीटा था यहां भी बीटा है पर उसके साथ अल्फा अलग से है अल्फा बीटा के a को d से बदलने से आता है बीटा में अगर हम a को d से बदल देते हैं तब वह अल्फा बन जाता है अब बदलती हुई तीव्रता थीटा पर निर्भर करती है तीव्रता को यह दोनों कारक नियंत्रण करते हैं कारक Sin2𝛃𝛃 के कारण से तीव्रता I Io cos2 α Sin2𝛃𝛃 होती है और यह थीटा की फंक्शन के साथ बदलते रहती है जो कि हमें यह नीला ग्राफ़ में दिख रहा है अब यह लाल वाला अंश जो हमें cos2 की वजह से दिख रहा है ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपको याद होगा कि cos2 इंटरफ्रेंस के समय हमने इस्तेमाल किया था वहां हमने cos2 𝛑 प्रयोग किया था जिसमें 𝛑 हमारा फेज डिफरेंस था उसी प्रकार यहां भी हमें cos2 मिल रहा है जिस से देख कर हम ऐसा कह सकते हैं कि यह लाल वाला अंश इंटरफेरेंस पैटर्न की वजह से है यहां हमें इंटरफ्रेंस इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि यह दोनों स्लिट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरह व्यवहार कर रही हैं इस तरह से हम यह दो सोर्स मान सकते हैं जिनसे जब प्रकाश आएगा तो वहां इंटरफेयर करेगा और हम इंटरफ्रेंस पेटर्न देखेंगे अब हमें सिर्फ एक मात्र अंतर देखने को मिलेगा जो कि यह है कि यहां इंटरफेरेंस की तरह सभी अलग अलग आर्डर की तीव्रता समान नहीं होगी और तीव्रता पर सिंगल स्लिट का प्रभाव देखने को मिलेगा यहां एक लिफाफा है जो कि सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन की वजह से है हम दोनों के प्रभाव इंटरफ्रेंस और साथ ही साथ सिंगल स्लिट को देखते हैं यहां फिर प्रकाश अलग एंगल पर diffract हो जाती है दो प्रकाश की सोर्स से इस सोर्स से उसी एंगल पर यह सोर्स इंटरफेयर करेगा और अलग एंगल पर भी इंटरफेयर करेगा और इंटरफ्रेंस पेटर्न देगा और यह सिंगल स्लिट है सिंगल स्लिट का प्रभाव है अब यह सिंगल स्लिट का प्रभाव दोनों साइड से आ रहा है मतलब वहां एक और इंटरफ्रेंस का प्रभाव है इस तरह के डिफ्रेक्शन पेटर्न को हम स्क्रीन पर देखेंगे अब हमने बीटा के लिए डिफ्रेक्शन मिनिमम देखा है डिफ्रेक्शन मिनीमा सिंगल स्लिट साइन थीटा पर m lambda के बराबर होता है m फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर और तीसरा ऑर्डर डिफ्रेक्शन मिनीमा के लिए और इस शब्द के लिए जब अल्फा n pi के बराबर होता है तब यह शब्द क्या होता है यह होता है cos शब्द और एक sin शब्द जो भी sin शब्द वहां था m pi और cos शब्द के प्रभाव उल्टे हो जाएंगे m pi वहां मिनिमल दे रहा था अल्फा के लिए जोकि बराबर है n pi n और m के दोनों है जोड़ घटाओ 1 2 etc हमें मैक्स ना मिलेगी अल्फा के लिए जोकि बराबर होगी n pi के यह इंटरफ्रेंस b fringe है यह है कंडीशन इंटरफ्रेंस b fringe के लिए d sin theta बराबर होगा n lambda के यह मैक्सिमा इंटरफ्रेंस का कंडीशन है यहां लाल इंटरफ्रेंस पेटर्न जो हम देख रहे हैं उस कंडीशन के लिए d sin theta बराबर होगा n lambda के n बराबर होगा 0 ± 1± 2etc और sin theta बराबर होगा m lambda के जिसे हम पहले जानते हैं सिंगल स्लिट के लिए डिफ्रेक्शन मिनीमा n बराबर नहीं होता है 0 के बल्कि एम बराबर होता है ± 1 ± 2 के अब या एक मजेदार बात यह है कि विशेष थीटा के लिए विशेष थीटा अगर दोनों कंडीशन को मानता है तब क्या होगा डिफ्रेक्शन मिनी माउस एंगल के लिए अगर हमें डिफ्रेक्शन मिनिमम मिलता है इसका मतलब कोई रोशनी उस दिशा में नहीं जा रही है कोई रोशनी उस दिशा में diffract नहीं हो रहा फिर आपको इंटरफेरेंस पेटर्न कैसे मिलेगा इंटरफेरेंस मैक्स उस दिशा में हमें इंटरफ्रेंस मैक्सिमा उस एंगल में नहीं दिखता है इसलिए हम इसे मिसिंग आर्डर बताते हैं हम इसे मिसिंग ऑर्डर बता दो मिसिंग आर्डर वह होता है अगर दोनों के लिए विशेष थीटा दोनों के लिए सेटिस्फाय होता है इससे थीटा वही रहता है da nm n और m निर्भर करता है m और n रेश्यो के जोकि निर्भर करता है d और a रेश्यो के मतलब da इसका मतलब अगरda बराबर होता है 2 के तब n बराबर तब m बराबर होता है da जोकि दो है और वह बराबर होता है nm के n बराबर होगा 2m के इसका मतलब आकृति बराबर होगा 1 के n 2 के पहले आर्डर डिफ्रेक्शन मिनीमा के लिए सेकंड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा लापता होगा दूसरा आर्डर फिर चौथा आर्डर छठवां ऑर्डर आठवां ऑर्डर जिस प्रिंसिपल जिस इंटरफेरेंस मैक्सिमा लापता होगा पहला आर्डर दूसरा आर्डर तीसरा और ए सब जगह है डिफ्रेक्शन मिनीमा के अगर आपको da का अलग रेश्यो मिलता है तब आप थोड़ा वेरिएशन देख सकते हैं क्या होगा सेंटर मैक्सिमा में यह 0 है एनकेली मैक्सिमा भी 0 है तो अब d 2a पे दूसरा आर्डर और चौथा लापता हो जाएगा इसका मतलब यह डिफ्रेक्शन का सेंट्रल मैक्सिमा है डिफ्रेक्शन के सेंट्रल मैक्सिमा में आपको तीन इंटरफ्रेंस मैक्सिमम मिलेगी एक पीस वाली और दोनों तरफ पहला आर्डरn 1 और n 1 दोनों के लिए मिलेगा अगर रेश्यो 3 होता है तब तीसरा ऑर्डर छठवां ऑर्डर अनोवा आर्डर लापता हो जाएगा इसका मतलब है बीच वाले को छोड़कर यह दोनों बगल वाला मिलेगा दूसरा आर्डर पहला आर्डर मतलब डिफ्रेक्शन का सेंट्रल मैक्सिमा मैं आपको 5 fringe इंटरफ्रेंस मिलेगा और जब आपको पांच इंटरफेरेंस fringe lobe तरफ मिलेगा तब तीव्रता बहुत खराब होगी क्योंकि उस पर सिंगल स्लीट का प्रभाव होगा यहां पर तीसरा वाला लापता होगा जो कि पहला और दूसरा आर्डर की इंटरफ्रेंस चीजें हैं तीसरा वाला लापता होगा फिर आप को चौथा पाचवा और छठवां भी लापता मिलेगा इसका मतलब lobe तरफ के अंदर आपको 2 fringe मिलेगी दो इंटरफेरेंस fringes चौथी और पांचवी छठवीं लापता है सातवीं और आठवीं नववी भी लापता है इसका मतलब यहां पर जो भी अंक आपको मिलेगा 2n1 जब आपको यहां मिलेगा 2n1 मतलब दोनों तरफnn और यह बीच वाला भी n होगा 2n1 इंटरफेरेंस मैक्सिमा आपको दिखेगा सेंट्रल डिफ्रेक्शन मैक्सिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा सेकेंडरी डिफ्रेक्शन साइड lobes के अंदर वहां आपको दिखेगा n अंक और यहां 2n1 अंक देखेगा वहां से आपको n का वैल्यू मिलेगा आपको n मिलेगा और आप खोज सकते हैं अगर आप यहां से गिनना शुरू करेंगे अगर वो 2n1 होगा तब आपको दिखेगा n अंक के fringe जोकि n th है इसका मतलब पांचवा ऑर्डर लापता है आपको मिलेगा 9 पांचवा ऑर्डर लापता है तो आपको मिलेगा 9 पांच वाला पता है आपको यहां 4 मिलेगा मतलब यहां तक आपको चौथा आर्डर मिलेगा 2n1 मतलब चौथा और तक आप आपको पांचवा लापता मिलेगा यहां आपको 4 इंटरफेरेंस मैक्सिमम मिलेगा lobes मैं इसीलिए यहां 2n1 अंक है फिर n अंक होंगे lobes मैं अब आप लापता ऑर्डर खोज सकते हैं और वहां से रेश्यो भी खोज सकते हैं ab का हम लापता आर्डर के इंटरफ्रेंस को डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पढ़ सकते हैं जब इंटरफ्रेंस मैक्सिमा और डिफ्रेक्शन मिनीमा दोनों के कंडीशन एक विशेष थीटा के वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होते हैं तब d sin theta भाग्य a sin theta बराबर n lambda भाग्य m lambda होगा यह कंडीशन है जब कोई रोशनी diffract नहीं होगी किसी भी एंगल theta पर N th b fringe इंटरफ्रेंस fringe लापता हो गई m th ऑर्डर डिफ्रेक्शन fringe के जगह पर कौन सा आर्डर लापता होगा जो कि निर्भर करता है da रेश्यो पर हम लोग वह भी पड़ेंगे लापता और इस एक्सपेरिमेंट में इस एक्सपेरिमेंट के लिए रोशनी की डाटा वेवलेंथ को नोट कर लीजिए लेजर की पोजीशन डबल स्लिट की पोजीशन फोटो सेल की पोजीशन स्लिट की दूरी सेल् से देखिए अगर x1 x2 तब आप उसे खोज सकते हैं यह एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सेम है सिंगल स्लिट की तरह जो कि हमने किया है हम एक्सपेरिमेंट 3 सेट या चार सेट डबल स्लिट के लिए करेंगे जहां da रेश्यो अलग हुआ पहले डबल स्लिट के लिए आपको बस तीव्रता नापना होगा x के फंक्शन के तरह और d कांस्टेंट रहेगा हम थीटा खोज सकते हैं जैसे सिंगल स्लिट मैं किया था नोट करके फोटो करंट या वोल्टेज theta की फंक्शन की तरह या फोटो सेल पोजीशन के फंक्शन की तरह जब रोशनी ट्रांसवर्स दिशा में होती है यह x है और x 0 तेल का पोजीशन है सेंट्रल मैक्सिमा में जिसे हमें नोट डाउन करना चाहिए और शेर x x0 आपको मिलेगा दूसरे x के लिए इसे भी नोट डाउन कर लीजिए यहां भी आप बाई तरफ जाते हैं नोट करने के लिए और फिर वापस आ जाते हैं बाई तरफ और फिर नोट डाउन करते हैं और जो भी आपने नोट डाउन किया है उसके लिए इंटेनसिटी और थीटा एंगल का 2 ग्राफ बनाते हैं और इस ग्राफ से आप खोज सकते हैं डिफ्रेक्शन मिनिमम पर दो डिफ्रेक्शन न्यूनतम के बीच की इंटरफेरेंस मैक्सिमम तीव्रता क्या है वह भी वैसा ही है जैसा कि मैंने आपको ग्रास में दिखाया है वहां एक मॉडुलन की तीव्रता है इसकी तरह यहां से हमें तीव्रता डिसटीब्यूशन मिल जाएगा और फिर स्लिट की चौड़ाई और स्लिट की दूरी हम पता कर सकते हैं हम डबल स्लिट की 3 सेट का इस्तेमाल करेंगे जैसा कि मैंने बताया स्लिट की चौड़ाई a स्लिट की चौड़ाई जो दिया गया है उसे नोट डाउन कर ले और इस एक्सपेरिमेंट से हम उन्हें निकालेंगे और कंपेयर करेंगे और स्लिट की दूरी हमें दे हुई है और हमें निकालना है लोब शिखर के अंक सेंट्रल एंड वेलप के अंदर से जिसका मतलब सेंट्रल डिफ्रेक्शन मैक्सिमा के अंदर कितने शिखर है क्या यहां इंटरफेरेंस शिखर है इंटरफेरेंस fringe ठीक है इंटरफेरेंस मैक्सिमा जो कि हम नोट ऑन कर लेंगे हर केश के लिए और शिखर की अंक साइड लोब के नीचे नोट टाउन करेंगे जैसा कि मैंने बताया और वहां से वहां उस दोनों से जैसा कि मैंने बताया है आप लोगों को हम इसे लापता ऑर्डर ढूंढेंगे फिर आपको दिखेगा सेकंड ऑर्डर लापता है और तीसरा और चौथा ऑर्डर जोकि निर्भर करता है इस रीज़न पर की जो कि हम लोग सक्षम होंगे अभी चेक करने में मुझे लगता है मैं उसे दिखाऊंगा इस एक्सपेरिमेंट में यहां आप वही सेम चीज देख सकते हैं बस यहां हमें सिंगल स्लिट के जगह डबल स्लिट इस्तेमाल करनी है मुझे लगता है हम इस साइड से इससे दिखा सकते आप देख सकते हैं यह 4 लाइन सतह के चार लाइन 1 2 3 4 मुझे रोशनी डालनी है चौथे पर मुझे रोशनी डालनी है चौथे तीसरे पर मैं लेजर लाइट डालता हूं तीसरे पर यह लेजर लाइट लेजर लाइट आ रहा है और यहां हम भी दो प्रकार के लेंस का प्रयोग किया है जिनका फोकल लेंथ 20 और 100 है और इनका कॉन्बिनेशन यहां पर प्रयोग में लिया गया है जैसा कि आप जानते हैं

da का रेश्यो क्या होगा क्या रेश्यो पांच होगा 515 जब 15 लगभग एक है nm n इंटरफेरेंस fringe का आर्डर है इंटरफेरेंस मैक्सिमा और m डिफ्रेक्शन सिंगल स्लिट डिस्ट्रक्शन मिनिमम मतलब n 5m जब m 1 n 5 मतलब जैसा कि मैंने बताया है की जब m 1 तब विशेष एंगल थीटा पर रोशनी को अलग दिशा में जाना चाहिए अब वह डिफ्रेक्शन मिनीमा की दिशा है कोई रोशनी उस साइड में नहीं जाएगी पांचवा ऑर्डर मैक्सिमम इंटरफेरेंस के लिए तब आपको मैक्सिमा कैसे मिलेगा अगर लाइट उस डायरेक्शन में जा ही नहीं सकती जोकि लापता ऑर्डर की कंसेप्ट है डिफ्रेक्शन मीनिंग की पहली आर्डर जहां हमें पांचवा ऑर्डर इंटरफेरेंस मैक्सिमा मिलेगा पर वह वहां नहीं होगा पांचवा ऑर्डर लापता हो गया होगा दूसरा ऑर्डर इंटरफेरेंस कम से कम दसवां ऑर्डर लापता होगा पर यहां देखना मुश्किल है पर मैं दूसरा आर्डर डिफ्रेक्शन मिनीमा देख सकता हूं वहां हमें 10 वा ऑर्डर मिलने की संभावना है जो कि लापता है अब हम बीच वाला देखेंगे बीच वाले में हमें कितना इंटरफेरेंस मैक्सिमा मिलना चाहिए यह हमें देखना होगा पांचवा आर्डर लापता है बीच वाला n 0 पहला ऑर्डर दूसरा आर्डर तीसरा आर्डर चौथा ऑर्डर और बीच वाला 1 5 है और दूसरे तरफ पहला ऑर्डर दूसरा ऑर्डर तीसरा ऑर्डर चौथा ऑर्डर 4 4 8 1 9 हमें 9 fringe चाहिए 9 मैक्सिमा इंटरफेरेंस जोकि सेंट्रल डिफ्रेक्शन मैक्सिमा में है पांचवा वाला दोनों तरफ पांचवा वाला लापता है फिर छठवां सातवां आठवां नावा साइड lobes में आ जाएगा Lobes के अंदर चार् होगा इंटरफ्रेंस मैक्सिमा भी 4 होगा और बीच में 2n1 जोकि 9 है और अब यहां थोड़ा मुश्किल लेकिन तब जब आप तीव्रता के साथ चित्रण कर रहे हैं जहां आप आराम से fringe की संख्या देख सकते हैं यहां आप अगर यहां मैं गिनता हूं तो मैं देख सकता हूं कि 123456789 हां और यह लोग में मैं आसानी से देख सकता हूं एक थोड़ा कमजोर दिख रहा है क्योंकि क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि तीव्रता इज डॉग्स के अंदर बदलती है और यह चौथा यह जो lobes के अंदर है यह चौथा वाला क्यों कमजोर है दूसरा एक्सप्लेनेशन मैं कह सकता हूं कि यह जो सेकेंडरी मैक्सिमा या नहीं अगर हम तीव्रता सिमिट्रिकली नहीं गिरा सकते हैं दोनों साइड इसका कारण यह है कि सेकेंडरी मैक्सिमा सेकेंडरी फर्स्ट मैक्सिमा 135 पर यहां 32 pi या52 pi पर नहीं आ रहा है या उससे थोड़ा कम पर आ रहा है और यह पिक आपको 15 पर नहीं मिल रहा है यह आपको 145 मिल रहा है ओके लेकिन इंटरफ्रेंस मैक्सिमा अगर बराबर इंटरफ्रेंस मैक्सिमा यहां पर चारों में से है या पहला दूसरा तीसरा और और कुछ भी हम तीव्रता डिप्रेशन मॉडुलन ने प्राप्त करेंगे और आखरी तीव्रता कम होगी यह मैं आपको दिखाता हूं जैसा कि मैंने कहा है जो भी इंटरफ्रेंस आपको मिलेगा जैसा कि आप देख सकते हैं मैक्सिमा बिल्कुल 15 नहीं है बल्कि 143 है यह उस तरफ है मैक्सिमा इस साइड शिफ्ट कर रहा है इसलिए यह आर्डर और ज्यादा ही इंटेंस हो जाएगा आखरी वाले की तुलना में पर ये कमजोर है दूसरे की तुलना में और तीन है इसलिए शायद आप उसे ठीक से वीडियो में नहीं देख पा रहे हैं पर वह वहां है अब मैं आपको दिखाऊंगा मुझे लगता है हम स्लिट की चौड़ाई और स्लिट की दूरी के लिए यह कर सकते हैं की आप तीव्रता डिस्ट्रीब्यूशन फोटो सेल की मदद से माप सकते हैं उसी तरह जैसे हमने सिंगल स्लिट के लिए किया था यह फोटो सेल है और हम इसे मापेगे मुझे लगता है यह ऑन है हां हम यहां वोल्टेज मापेगे हमने 20 वोल्ट स्केल ऑफ लाइट की वोल्टेज ली है मैं से बंद कर देता हूं यहां पर यह कुछ वैल्यू दिखा रहा है क्योंकि यहां कुछ दूसरी रोशनी भी है आपको यह दूसरी रोशनी को ऑफ करना होगा ठीक है फिर आपको 0 वैल्यू मिल जाएगा मुझे लगता है इसी वजह से ऐसा है क्योंकि कमरे में कुछ और भी रोशनी है जो भी है अगर हम स्केल की पोजीशन को बदलते रहेंगे माइक्रोमीटर के हिसाब से तो हम सिंगल स्लिट की तरह इसे इस्तेमाल कर सकते हैं मैं वो बदलाव देख सकता हूं जो आप भी देख रहे हैं वह था 11 12 अब चार अब तीन है अब हां फिर से यह बढ़ रहा है इसे तीन नहीं होना चाहिए इसे लगभग 0 होना चाहिए मैंने इसे यहां पर रोक दिया है आपको इसे बदलते रहना होगा सिंगल स्लिट के तुलना में डबल स्लिट को थोड़ा थोड़ा करके बदलते रहना होगा छोटी स्लिट में क्योंकि आपको इंटरफ्रेंस fringe की तीव्रता वेरिएशन पता करने हैं थोड़ा थोड़ा करके आप इसे बदल सकते हैं और इसकी रीडिंग ले सकते अभी मैं डबल स्लिट कि दूसरे सेट में जाऊंगा जहां मुझे लगता है a की वैल्यू 01 होगी और d की वैल्यू 025 होगी अब आप देख सकते हैं यह पहले के मुकाबले में बिल्कुल आधा है जो कि अब स्लिट की दूरी 05 है और क्लैट की चौड़ाई 01 है मैं व दूसरा वाला इस्तेमाल कर रहा हूं वहां स्लेट की चौड़ाई 01 है जो कि वैसी ही है बस सिर्फ की दूरी आधी हो गई है जो कि 025 है अब आपको बीच में कितना मिल रहा है आपको 9 मिल रहा है अब इसे थोड़ा कम करना होगा और कैलकुलेट करना होगा जोकि 5 और 7 के आसपास आएगा क्योंकि यह इंटीरियर नहीं है जैसे कि आप देख सकते हैं 587 मैं जा रहा हूं मैं से बदल रहा हूं दूसरे स्लिट की तरह हां अब मैं दूसरे पर हूं अब मैं यह बदलाव अच्छी तरह देख सकता हूं 1 2 3 4 5 हां मैं देख सकता हूं 5 को कर रहे हो सकता है 2 फिर मुझे 5 मिल सकता है अगर रेश्यो 3 हो सकता है तो मुझे 7 मिल सकता है पर यह बीच में है मुझे लगता है दूसरा वाला थोड़ा मुश्किल है पर यह इंटीरियर नहीं है मुझे इंटिजर वैल्यू खोजना होगा जैसा कि आप देख सकते हैं हम यह बोल सकते हैं कि तीसरा आर्डर लापता है क्योंकि बीच वाला फिर मुझे 2 मिल रहा है फिर तीसरा ऑर्डर छठवां ऑर्डर लापता है तीसरा ऑर्डर छठवां ऑर्डर लापता है आपको lobe मैं दो इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस मिलेगा हां मुझे दो मिल रहा है आपको डिफ्रेक्शन मिनीमा पहला और डिप्रेशन में नहीं मिल रहा है आपको यह मिलने के बाद हां यह 2 है फिर से यहां पर कुछ कमजोर वाले हैं पर दिक्कत यह है कि यह इंटीजर नहीं है इसीलिए यह दो और थोड़ा दो से ज्यादा मुझे लगता है पर यह बहुत प्रॉमिनेंट है और बाकी दो तरफ मैं दो और देख सकता हूं पर उसमें से एक अच्छा है दूसरे वाले से ऐसा इसलिए है क्योंकि वह फैक्टर 25 है नहीं यह तो है और ना ही 3 बल्कि बीच में है अब इसके लिए हमें उसे बाहर निकालना होगा और इसकी तीव्रता डिस्ट्रीब्यूशन नापनी होगी आपको fringe दिखाऊंगा जोकि बहुत ही रोचक है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप इसे अपनी पढ़ाई में खोज सके यह पॉइंट a 02 है और d 025 है और 30 पॉइंट पर फिर रेश्यो होगा 125 da करे जो होगा 125 इसका मतलब हम कह सकते हैं की a लगभग 1 के बराबर है n बराबर m n बराबर m होगा जब वह बीच में होगा आप देख सकते हैं यह बीच नहीं है हम कितना देख सकते हैं n बराबर m होगा पहली आर्डर के लिए m 1 और n 1 होगा इसका मतलब पहला आर्डर दूसरा और तीसरा ऑर्डर ना पता होगा जो कि आप देख नहीं सकते हैं और आप कोई इंटरफ्रेंस पेटर्न भी नहीं देख सकते हैं आप बस डिफ्रेक्शन पेटर्न देख सकते हैं डिफेक्शन सेंटरल मिनिमम और फिर आप को मिनिमम मिलेगा जो कि डिफ्रेक्शन मिनिमम कि जैसा है सेकेंडरी मैक्सिमा मिनीमा सेकेंडरी ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा और यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको बिल्कुल सिंगल स्लिट की तरह यह मिल रहा है यह बीच वाला बिल्कुल b है और इस तरह जो भी आपको मिल रहा है वह सेकेंडरी मैक्सिमा है और सेकेंडरी मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमा के पास आपको कोई रोशनी नहीं मिल रही यह डिफ्रेक्शन मिनिमम सेकेंडरी है पहला ऑर्डर दूसरा आर्डर तीसरा ऑर्डर और इंटरफेरेंस fringe इंटरफेरेंस मैक्सिमा लापता है क्योंकि थोड़ा या ज्यादा डिफ्रेक्शन मिनिमम के साथ मिल रहा है अगर आप देख सकते हैं तो यह दोनों बिल्कुल बराबर है हां अगर दोनों बराबर है इसका क्या मतलब है अगर दोनों बराबर हैं तब ab d आपको पता है कि अगर a 02 और d 025 है तब b क्या होगा B 005 जो कि बिल्कुल कम दूरी है इसीलिए हम उसे छोड़ भी सकते हैं इसीलिए यह सिंगल स्लिट की तरह काम कर रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं यह पैटर्न डिफ्रेक्शन सिंगल स्लिट के तरह है यह वह तरीका है जिससे कि हम लापता ऑर्डर ढूंढ सकते हैं मुझे लगता है हम अच्छी तरह देख सकते हैं कि यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम सिंगल स्लिट की चौड़ाई निकालते हैं यहां भी आप स्लिट की चौड़ाई और स्लिट की दूरी माप सकते हैं एंगल थीटा से लेकर क्योंकि एक a sin theta m lambda होता है और दूसरा d sin theta equal to n lambda होता है तीव्रता वेरिएशन नापने के बाद कोई भी a और d स्लिट की चौड़ाई स्लिट की दूरी माप सकते हैं और अब मैं यहां रुक जाता हूं आपके ध्यान पूर्वक उपस्थिति के लिए शुक्रिया